दोस्तों इस सत्र में हम लचीलापन के बारे में बात करेंगे और हम चर्चा करेंगे की लचीलापन क्या है फिर लचीलापन की मूलभूत धारणाए लचीलापन स्कोर और लचीलापन को बढ़ावा देने के लिए रणनीतियों और साथ ही साथ लचीलापन के लिए जैविक आधार के बरेमे करेंगे लचीलापन सकारात्मक रूप से अनुकूल होने विकसित होने और आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या पनपे इसकी क्षमता है और यह लचीलापन अनुसंधान स्किज़ोफ्रेनिक रोगी और युद्ध प्रभावित लोगों से लेकर आपदा पीड़ितों और यौन शोषण के बच्चों के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है तो इस प्रकार की स्थिति में लोग क्यों करते हैं क्यों कुछ लोग तनाव और कठिनाई के साथ नए सिरे से सख्ती और आगे की सोच के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जबकि अन्य नहीं करते हैं और साहित्य में लचीलापन को परिभाषित करने में बहुत अंतर है लेकिन वहाँ नहीं है लेकिन चार मार्कर हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति लचीलापन को निर्दिष्ट कर सकता है एक यह है कि यह दबाव में प्रभावी ढंग से प्रदर्शन करने के लिए व्यक्ति की ओर से क्षमता है और एक ही समय में व्यक्ति प्रतिकूलताओं कठिनाइयों और तनावपूर्ण स्थितियों से वापस उछाल सकता है और वह अपने स्वास्थ्य और भलाई का प्रबंधन कर सकता है और समझ सकता है कि कैसे ऐसी तनावपूर्ण स्थितियों में इष्टतम प्रदर्शन प्राप्त करें और यह लचीलापन भी अन्य शब्दों के साथ उपयोग किया जाता है और यह सवाल अक्सर आता है कि क्या यह एक विशेषता या एक प्रक्रिया है जब यह एक विशेषता लक्षण होता है तो यह माना जा सकता है कि कुछ लोग जन्म से लचीला होते हैं जब यह अनुभव से प्रतिकूल परिस्थितियों को दबाने वाली प्रक्रिया होती है और बच्चे के व्यवहार के माध्यम से बच्चे के पालन पोषण का अभ्यास भी कुछ तरीके विकसित करता है और तनाव स्थितिया के साथ समायोजित करने का साधन होता है और यहां तक कि अगर व्यक्ति तनावपूर्ण उत्तेजनाओं का सामना करता है तो वह वापस उछल सकता है और वह वापस उछाल आया और संतुलन बनाए रखता है प्रतिकूल परिस्थितियों में भी एक इष्टतम स्थिति में शारीरिक भावनात्मक और संज्ञानात्मक संसाधनों को बनाए रखता है इसलिए यह व्यक्ति की ओर से प्रदर्शन के तहत प्रभावी प्रदर्शन करने के साथ साथ प्रतिकूलताओं और कठिनाइयों से उछलकर वापस आना और प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने इष्टतम प्रदर्शन को बनाए रखने की क्षमता है लचीलापन के बारे में चार मौलिक धारणाएँ हैं और यह कहता है सामाजिक योग्यता मॉडल बोलता है कि सफल अनुकूलन प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए सामाजिक भावनात्मक और शैक्षणिक कौशल की शर्तों की आवश्यकता है सामाजिक विकास मॉडल पूछता है सामाजिक और असामाजिक व्यवहार दोनों वयस्कों द्वारा क्यों दिखाए जाते हैं क्योंकि सामाजिक व्यवहार सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर विकसित होता है यह एक परिवार हो सकता है यह स्कूल हो सकता है यह कॉलेज हो सकता है यह वह समुदाय हो सकता है जहां हम रहते हैं और वर्ग के सदस्य और दिखाते हैं कि उसके साथ बंधन बनाता है और सामाजिक बंधन के माध्यम से हम विभिन्न व्यवहारों को सीखते हैं और यदि हम व्यवहारों को सीखते हैं तो ऐसा क्यों है यह व्यक्ति इस सामाजिक संस्थाओं से क्यों गुजर रहा है क्यों कुछ लोग सामाजिक व्यवहार दिखाते हैं जबकि अन्य असामाजिक व्यवहार दिखाते हैं जोखिम कारक बोलता है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति की तनावपूर्ण स्थितियों के प्रति सम्मान बढ़ाते हैं अगर यह माता पिता झगड़ रहे हैं या परिवार में पति पत्नी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं या वह तलाक है यदि व्यक्ति अपने गरीब समूह द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं और निम्न शैक्षणिक उपलब्धि होती है जो कम आत्म सम्मान या स्कूल की खराब गुणवत्ता के कारण होती है यह व्यक्ति के लिए कमजोर मार्कर होगा कि वह लचीला नहीं हो सकता है लेकिन इन बातों के बावजूद अगर यह भी सबूत मिल जाए कि भले ही ये चीजें हों तो भी कुछ लोग इस तरह के परिवारों से आते हैं जो लचीला होते हैं सुरक्षात्मक कारक बोलते हैं कि स्व नियमन संबंध कनेक्शन Connection और परिवार और सामाजिक उपलब्धि में और सामाजिक जाल नेटवर्क Network के साथ और व्यक्तित्व खासियतों के साथ लगाव के साथ कोई भी प्रतिकूलताओं के खिलाफ खुद की रक्षा कर सकता है तो वह लचीला हो जाएगा कहा गया है कि लचीलापन मूल का उल्लेख करता है जिसमें कुछ गुण होते हैं एक व्यक्ति लचीला हो सकता है वह प्रतिकूलताओं को पूरा कर सकता है और साथ ही वह इसके साथ प्रभावी ढंग से निपट सकता है मानसिक शारीरिक इष्टतम मानसिक शारीरिक और संज्ञानात्मक संसाधनों को बरकरार रखते हुए व्यक्ति के जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ होने पर व्यक्ति अधिक लचीला हो सकता है उद्देश्य एक प्रेरणा शक्ति है यदि आपके पास जीवन में एक उद्देश्य है तो आपको जीवन में कठिनाइयों और प्रतिकूलताओं से प्रभावित होने की संभावना कम है एक और दृढ़ता है कठिनाइयों हतोत्साहित और असफलताओं और इस तरह के कुछ व्यक्तित्वों के बावजूद चलते रहने का दृढ़ संकल्प वे जीवन में विफलता के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे और वे इसे दूर करेंगे जैसे कि जब दृढ़ता से लोग धैर्य ग्रिट Grit कर रहे हैं और व्यक्ति दृढ़ग्रिटिव Gritty हो रहा है तो वह प्रयास कर सकता है उन चीजों में जिनमें आप लगे हुए हैं और यह लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रुचि रखेगा इसलिए प्रयास और रुचि दो मापदंडपैरामीटर Parameter हैं और लगातार आप तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक कि वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेता असफलताओं और कठिनाइयों के बावजूद ये एक अद्वितीय व्यक्तित्व गुण है तो एक मनोवैज्ञानिक बल या व्यक्तित्व जिसे साहस कहा जाता है किरकिरा जैसी मनोवैज्ञानिक कठोरता यदि ऐसे व्यक्ति जब जीवन में असफल होते हैं तो वे इसे दूर कर देंगे क्योंकि उनका स्वभाव ऐसा है तीसरा है समभाव समरसता और संतुलन यदि आप आशावादी हैं और यदि आपके पास सकारात्मकता है तो आप कभी सिकोड़पर्स Purs नहीं लेंगे तो आप प्रतिकूल परिस्थितियों में साहस पाएंगे आप शांत होगे आशावादीप्रवृत्ति के कारण यह आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा अगर आप एक गिलास पानी देंगे तो वह हर समय यह कहेगा कि यह आधा भरा है या निराशावादी कहेगा कि यह आधा खाली है इसी तरह वह हर समय सकारात्मक पक्ष को देखेगा और यदि आशावादिता यदि आपके पास शक्ति है यदि आपके पास आशा है तो ये सकारात्मक गुण हैं और यह सकारात्मकता आपको असफलताओं और कठिनाई को दूर करने में मदद करेगी और आप कठिनाइयों से उछलकर वापस आएंगे और सफलता के साथ बाहर आएंगे प्रतिकूल परिस्थितियों में इसी तरह से एक और आत्मनिर्भरता है जो अपने आप में विश्वास करता है और वह कहता है कि यह अभ्यास और अनुभव के माध्यम से आता है जिससे खुद पर विश्वास होता है और अनुभव के माध्यम से आ रही आत्म निर्भरता आपको सिखाती है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों और प्रतिकूलताओं से कैसे निपटें तलाक हो सकता है करीबी रिश्तेदारों की मृत्यु हो सकती है या एक दुर्घटना हो सकती है या अपने आप को एक नए वातावरण में डाल ते हुये एक नए वातावरण में नए तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना हो सकता है तो अनुभव से धीरे धीरे आप सीखते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए और धीरे धीरे आप उस स्थिति को अपनाने के लिए समस्या निवारण कौशल विकसित करें यदि व्यक्ति का यौन शोषित किया जाता है यदि आपके पास आत्मनिर्भरता का कौशल है यदि आप चालें जानते हैं की कैसे लड़ें और कराटे वर्गों को जाएं आपको अन्य लोगों से डर नहीं लगेगा आप गुंडों को संभाल सकते हैं और सीखने और अनुभव के माध्यम से आपको सिखाते हैं कि आप कैसे निपटेंगे उदाहरण के लिए यह कहें कि असफल होने पर युवा होने के नाते आप निराश महसूस करेंगे लेकिन बढ़ती उम्र के साथ मेरे जैसे व्यक्ति को असफलताओं के लिए शायद ही महसूस होगा क्योंकि असफलता के साथ मैं विभिन्न तरीकों का पता लगा सकता हूं कि मैं कैसे कर सकता हूं किसी विशेष कार्य में सफल होने के लिए मैं समस्या से निपटने के लिए वापस उछालूंगा मैं निराश महसूस नहीं करूंगा तो इसलिए अभ्यास और अनुभव आपको समस्या सुलझाने के कौशल और प्रतिकूलताओं और असफलताओं के लिए आपके प्रतिरोध को सिखाते हैं इसके बाद प्रामाणिकता है लचीला व्यक्ति स्वयं के साथ रहना सीखता है वे एक अलग प्रकार के ब्रांड हैं वे उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं वे अपने स्वयं को जानते हैं वे लगातार अपने स्वयं और अपनी क्षमता में सुधार करने की कोशिश करते हैं वे साहस और दृढ़ विश्वास के साथ रहते हैं इसलिए अगर आप इन सभी चीजों में इन सभी विशेषताओं के बारे में सोचते हैं तो ये लचीलापन का मूल हैं आपको वापस उछालने की अधिक संभावना है जब आप प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं या जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करते है और इस लचीले व्यक्ति विशेषताओं वाले या लचीला व्यक्ति जिनके बारे में हमें लगता है कि हमारे पास योगदान करने के लिए बहुत कुछ है वे जीवन में बहुत संभावनाएं तलाशते हैं और वे योगदान करने की हिम्मत रखते हैं और वे एक रास्ते में चलेंगे जबकि दूसरे उस रास्ते में चलने की हिम्मत नहीं करेंगे वे खुद के लिए एक ब्रांड हैं और वे एक छवि निर्माता बनें वे दूसरों के लिए छवि होंगे और वे भी चीजें करते हैं और दूसरों के लिए उदाहरण सेट करते हैं और वे सोचते हैं कि जीवन एक है सामान्य पुरुषों के जीवन में वे कई असाधारण चीजें करते हैं न कि असाधारण लोग असाधारण चीजें करते हैं हमारे पास योगदान करने के लिए बहुत कुछ है और जो लोगों का लचीलापन है वे कड़ी मेहनत कर सकते हैं उनके पास एक उद्देश्य है जो वे दृढ़ता से हो सकते हैं उनके बीच सद्भाव और संतुलन है वे खुद पर विश्वास करते हैं और वे खुद को जानते हैं और इस तरह वे कठिनाई को पार कर सकते हैं हालांकि बच्चों और युवाओं में लचीलापन बढ़ाने के लिए हम तीन रणनीतियों पर चर्चा करेंगे एक जोखिम फोकस रणनीति है जो जोखिम और तनाव को रोकना या कम करना है एक अन्य परीसंपत्ति फोकस रणनीति है संसाधनों की संख्या या गुणवत्ता में सुधार या सामाजिक सेटिंग में सामाजिक पूंजी तीसरी प्रक्रिया केंद्रित रणनीति है या मानव अनुकूली प्रणालियों की शक्ति को जुटाना है इन तीन रणनीतियों में बच्चों के लिए इस केंद्रित रणनीति में रोकना या कम करना है माता पिता की देखभाल के माध्यम से कम जन्म के वजन या कुसमयता की संभावना को रोकने या कम करने माता पिता की शिक्षा के माध्यम से बच्चे के दुरुपयोग या उपेक्षा को रोकने किशोर पीने धूम्रपान और नशीली दवाओं के उपयोग को कम करें सामुदायिक कार्यक्रमों के माध्यम से आपातकालीन सहायता प्रदान करके या सभी के लिए आवास नीति बनाकर बेघरपन को रोकें सामुदायिक पुलिसिंग के माध्यम से पड़ोस के अपराध या हिंसा को कम करना इसलिए भले ही बच्चों और वयस्कों के लिए कुछ जोखिम हों जहां कुछ तरीके हैं हम जोखिम को कम करने के तरीके तैयार कर सकते हैं जोखिम को कम करने या तनाव को रोकने के तरीके और साधन और इन्हें जोखिम फोकस रणनीति कहा जाता है और यह संदर्भ विशिष्ट है ये कुछ उदाहरण हैं किसी भी मामले में इसके बारे में सोचा जा सकता है और इसे प्रासंगिक बनाया जा सकता है जोखिम को कम करने या तनाव को कम करने या जोखिम को रोकने के लिए जोखिम आधारित रणनीति क्या हो सकती है जैसे आपदा में आपदा के बाद लोग आघात से पीड़ित होते हैं आपदा के बाद के आघात से पीड़ित होते है चिंता अवसाद पोस्ट अभिघातजन्य विकार और इतने पर है यह जोखिम निवारण रणनीति जिसे आप सरकारी सहायता के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय दाताओं के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं लोगों को या आपदा से बचे लोगों को इस संसाधन स्थान से जोड़ना उन्हें आर्थिक सहायता देना उन्हें सूचनात्मक सहायता देना उन्हें सेवा प्रदाताओं से जोड़ना उन्हें सशक्त बनाना और उनका आत्म विकास करना ताकि वे एक घर बनाने के लिए कुछ कमाने के लिए कर सकते हैं इसलिए इस प्रक्रिया में जब वे प्रत्येक और हर कदम में शामिल होते हैं तो वे लचीलापन विकसित करेंगे इसलिए लचीलापन प्रदान किया जा सकता है आर्थिक सहायता प्रदान करके सामाजिक नेटवर्क प्रदान करके कमाई के लिए मार्ग प्रदान करके विभिन्न तरीके प्रदान करके ताकि लोग आपदा के बादपोस्ट डिजास्टर Post Disaster में तनाव से निपट सकें यहां तक कि सामूहिक प्रार्थना भी कर सकें लोगों के सशक्तिकरण और लोगों के कौशल विकास नई नौकरियों में संलग्न होने और जीविकोपार्जन करने के लिए तो ये ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से लोगों का लचीलापन विकसित किया जा सकता है ये जोखिम केंद्रित रणनीति हैं आप कुछ तंत्रों को कैसे संस्थागत बना सकते हैं ताकि तनाव को कम किया जा सके या जोखिम को कम किया जा सके जोखिम संपत्ति केन्द्रित रणनीतियों को पूछता है या साधनो की संख्या मे या गुणवत्ता मे या सामाजिक पूंजी मे सुधार लाना है एक बच्चे के लिए यदि आप एक ट्यूटर प्रदान करना चाहते हैं जो बच्चे का मार्गदर्शन कर सकता है और जो जीवन कौशल में पढ़ाने के लिए एक अच्छा ट्यूटर हो सकता है ताकि वह प्रतिकूल परिस्थितियों में और संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति बना सके संपत्ति बना सके लड़कियों और लड़के वर्ग को संगठित कर सके और माता पिता की शिक्षा कक्षाएं प्रदान करते हैं ताकि अगर माता पिता को शिक्षा प्रदान की जाती है तो वे अपने बच्चे को सिखा सकते हैं कि तनाव और अन्य चीजों से कैसे निपटें समुदाय में एक मनोरंजन केंद्र बनाया गया है इसलिए ये ऐसी रणनीतियाँ हैं जहाँ परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सकता है और हालांकि परिसंपत्ति के माध्यम से सामाजिक पूंजी में सुधार किया जा सकता है दूसरों के साथ लोगों के संबंध में सुधार हो सकता है और साथ ही विश्वास पारस्परिकता देखभाल समुदाय के सदस्यों के बीच स्नेह में सुधार किया जा सकता है ताकि यदि कोई व्यक्ति प्रतिकूलता का सामना कर रहा है जो इन सामाजिक पूंजीगत संपत्तियों के माध्यम से समुदाय में ही देखा जा सकता है और प्रक्रियाएं रणनीति पर ध्यान केंद्रित करती हैं इसका मतलब है कि मानव अनुकूलन प्रणालियों की शक्ति को जुटाने की एक प्रक्रिया है मनोवैज्ञानिक शब्द हम इसे कहते हैं प्रशिक्षण प्रदान करके आत्म प्रभावकारिता का निर्माण किया ताकि व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह संकट से निपटने के लिए सक्षम है और प्रभावी मुकाबला करने की रणनीति सिखाता है क्योंकि किसी भी स्थिति में जब आप सामना करते हैं तो 2 स्थायी रणनीति का उपयोग करते हैं या तो यह समस्या फोकस रणनीति हो सकती है जहां समस्या पर सीधे प्रहार होगा और साथ ही वह समस्या को कैसे संभाल सकता है इसके बारे में सोचेगा और यह पता लगाएगा कि समस्या को हल करने के तरीके और साधन क्या हैं समस्या केंद्रित रणनीति है या आप भावना केंद्रित मुकाबला करने के लिए जा सकते हैं इसका मतलब है आप किसी और की कोशिश करेंगे कि कोई और मेरी देखभाल करे एक संकट से निपटने के लिए सही रणनीति समस्या केंद्रित रणनीति है समस्या का विश्लेषण करें बाहर का रास्ता खोजें और जिस तरह से निष्पादित करें वह समस्या केंद्रित रणनीति है बजाय इसके कि बहुत से लोग क्या करते हैं वे सोचते हैं कि दूसरे लोग संकट में मेरी देखभाल करेंगे और यदि आप ऐसाकरते हैं तो वह व्यक्ति संकट को संभालने के लिए कभी भी सक्षम महसूस नहीं करेगा और संकट का सामना करें और भावनात्मक संज्ञानात्मक और भौतिक संसाधनों को बरकरार रखते हुए सफलतापूर्वक शारीरिक संतुलन बनाए रखें और सर्जरी के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए कार्यक्रम जैसे विशिष्ट खतरे की स्थिति के लिए प्रभावी मुकाबला रणनीति सिखाएं कैसे यदि आप सर्जरी से पहले बच्चे को काउंसिल करते हैं फिर बच्चे को कम दिनों में ठीक होने की संभावना है एक बच्चे की तुलना में जो सर्जरी से पहले काउंसिल नहीं किया गया है इसलिए प्रभावी नकल की रणनीति सिखाएं और सुरक्षित लगाव को बढ़ावा दें हमारे माता पिता के साथ दो प्रकार के लगाव हैं एक को सुरक्षित लगाव कहा जाता है और दूसरे को असुरक्षित लगाव कहा जाता है माता पिता और समुदाय के साथ सुरक्षित लगाव आपको बताएगा कि आप लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जब आप संकट में हों तब आप उनके संसाधनों की तलाश कर सकते हैं लेकिन असुरक्षित लगाव में जो आप महसूस करेंगे कि समुदाय के सदस्यों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है दोस्तों और रिश्तेदारों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और असुरक्षित लगाव आपके डर चिंता तनाव का कारण बनता है जबकि सुरक्षित लगाव जो कि पालन पोषण पारिवारिक संबंधों सामुदायिक संबंधों आदि के माध्यम से विकसित होता है आपको सिखाएगा और आप संकट में होने पर दूसरों से विश्वास और सहयोग भी विकसित कर सकते हैं इसलिए सुरक्षित लगाव को बढ़ावा दें जहां बच्चे परिवार के साथ स्कूल के साथ और समुदाय के साथ सुरक्षित महसूस करेंगे और इसीलिए जब वे संकट में हों तो वे संसाधनों को अपने पास खींच सकते हैं और सफलता के साथ बाहर आ सकते हैं जब वे कठिनाइयाँ मे हों इसलिए नए माता पिता और उनके शिशुओं के लिए प्रशिक्षण संवेदनशीलता प्रशिक्षण और घर का दौरा कार्यक्रम प्रदान किया जा सकता है और बच्चों को संभावित आकाओं से मिलाने के लिए एक कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों के लिए संबंध बनाए रखना और बच्चों की दोस्ती को प्रोत्साहित करना अभियोग के साथ स्वस्थ गतिविधियों में साथियों जैसे कि असाधारण गतिविधियों में बच्चे जहाँ समर्थन में शामिल हो सकते हैं सांस्कृतिक परंपरा जो बच्चों को अनुकूलता प्रदान करती है अनुकूली अनुष्ठानों के साथ और अभियोजन पक्ष के वयस्क पेशेवरों के साथ बंधनों के अवसर प्रदान करती है और आपके द्वारा दिखाए गए व्यवहार का एक आधार है लचीलापन यह एक मनोवैज्ञानिक व्यवहार है और व्यवहार के आधार पर हम जानते हैं कि लचीलापन का एक जैविक कारक तंत्रिका न्यूरोएंडोक्राइन और प्रतिरक्षा प्रणाली कार्य तनाव गतिविधि के संबंध में सुझाया गया है इसका मतलब है कि जो भी जैविक प्रणाली तनाव के प्रबंधन के लिए काम कर रही है वही जैविक कारक जवाबदेह हो सकते हैं या प्रणाली लचीलापन हो सकती है लेकिन एक सबक यह है कि मनोवैज्ञानिक अनुभव मस्तिष्क संरचना मस्तिष्क के कामकाज को संशोधित कर सकते हैं साथ ही साथ मस्तिष्क की वायरिंग भी कर सकते हैं तो इसलिए भले ही ये मनोवैज्ञानिक कारक मजबूत हों जैसे कि व्यक्ति के मूल गुण लचीलापन के लिए हैं तो उस स्थिति में मस्तिष्क तारों को तदनुसार बदला जा सकता है ताकि आप अधिक लचीला भी हो सकें